पिछली क्लास में हम RC सर्किट का रिस्पांस डिस्कस कर रहे थे इसलिए आज की क्लास हम वहीं से शुरू करेंगे और RC सर्किट का रिस्पांस देखेंगे खासकर वोल्टेज और करंट वैल्यू इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और RL सर्किट का स्टेप रिस्पांस देखेंगे अब हम याद करते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था हमने कहा था की t0 पर सर्किट को क्लोज करेंगे और इस घटना को हम u से दर्शाते हैं और हमने RC सर्किट में यह पाया कि जो इक्वेशन हम देख रहे हैं इस चित्र में वह मैष एनालिसिस से प्राप्त हुए हैं और जब हमने इसे हल किया तो हमने पाया कि सर्किट का रिस्पांस बना रहेगा जब तक t0 होगा और जब t0 होगा तब रिस्पांस को से निकाला जा सकता है तो यही हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था अब मान लीजिए कि सोर्स वोल्टेज से ज्यादा है तब ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा अगर आप इस इक्वेशन को देखें t0 पर तब वैल्यू बढ़ती हुई दिखेगी तो जब हम ग्राफ t0 के लिए बनाते हैं तो वोल्टेज की वैल्यू को रखते हैं और फिर हम t0 पर वोल्टेज निकालने के लिए का प्रयोग करते हैं और यहां हम एक एक करके t की वैल्यू 123 etc रखते हैं और तब हमें इस चित्र जैसा ग्राफ मिलता है एक महत्वपूर्ण चीज जो हमें ध्यान रखनी है वह स्टडी स्टेट वैल्यू है जो कि 5 टाइम कांस्टेंट के बाद मिलेगी और वह वैल्यू सोर्स वोल्टेज के बराबर होगी जो कैपेसिटर पर मिलेगी आइए अब हम एक दूसरी घटना को देखें जब कैपेसिटर शुरुआत में अनचार्ज हो यानी 0 होगा तो आप कैसे करेंगे तब आप इस केस में 0 रखेंगे तब आपको मिलेगा जब t0 होगा तो क्या होगा इस केस में इस केस में आपका ग्राफ 0 से प्रारंभ होगा और वह वोल्टेज पर रुकेगा जब t0 होगा और जब t0 होगा तब इसकी वैल्यू 0 होगी तो इस केस में आपका ग्राफ कुछ इस तरह देखेगा जैसा चित्र में दिख रहा है आपका ग्राफ अंततः वोल्टेज पर रुकेगा या स्थिर होगा जो कि कुछ और नहीं बल्कि सोर्स वोल्टेज है अब अगर आपको कैपेसिटर से बहने वाली करंट निकालने को कहा जाए तो आप वोल्टेज इक्वेशन को डिफरेंटशिएट करेंगे जो हमें अभी मिला है तो करंट होगा अब अगर आप डिफरेंटशिएट करें तो आपको कुछ और नहीं बल्किu मिलेगा और हम यहां u लगा रहे हैं यह दिखाने के लिए की इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होगी जब t0 होगा तो यह कुछ और नहीं बल्कि होगा जब t0 होगा जिसको से भी दर्शा सकते हैं अब अगर कार इन 2 इक्वेशन को देखें तो यह इक्वेशन एक्स्पोनेंशियलई बढ़ रहा है और अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो यह एक्स्पोनेंशियलई घट रहा है जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि कैपेसिटर पर जो वोल्टेज है वह अंततः सोर्स वोल्टेज हो जाएगा जिससे करंट खत्म हो जाएगी तो करंट और वोल्टेज रिस्पांस कैपेसिटर पर कैसे दिखेंगे वोल्टेज रिस्पांस वैल्यू पर सेटल होगा जब टाइम इंफिनिटी होगा और करंट स्टार्ट होगा से क्योंकि अगर आप यहां t0 रखें तो आपको मिलेगा और यह एक्स्पोनेंशियलई घटता हुआ होगा और यह 5 टाइम कांस्टेंट के बाद सेटल होगा क्योंकि हम यह मानते हैं कि 5 टाइम कांस्टेंट के बाद जो वैल्यू मिलती है वह 1 से भी कम रह जाती है और लगभग 0 हो जाती है तो यह हमारा एक अनुमान है कि 5 टाइम कांस्टेंट के बाद करंट और वोल्टेज सेटल डाउन हो जाता है स्टडी स्टेट वैल्यू पर अब हमारे पास एक और विकल्प उपलब्ध है जिससे हम RC और RL सर्किट का स्टेप रिस्पांस निकाल सकते हैं क्योंकि यह दोनों सर्किट पर लगाया जा सकता है जैसा हमने पहले कैपेसिटर पर वोल्टेज निकाला था जोकि थी जब t0 होगा अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो यहां दो महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं जिसे हम लिख सकते हैं यहां और होगा को सर्किट का नेचुरल रिस्पांस कहा जाता है क्योंकि अगर आप याद करें बिना सोर्स वाला RC सर्किट तो इक्वेशन 11 ठीक वही है अब क्योंकि वह पार्ट है रिस्पांस का जो 5 टाइम कांस्टेंट के बाद लगभग 0 तक पहुंच जाती है जिसे हम आमतौर पर ट्रांजियंट रिस्पांस या नेचुरल रिस्पांस कहते हैं इसे नेचुरल रिस्पांस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सर्किट का सोर्स फ्री या सोर्स लेस रिस्पांस है जहां कोई भी बाहरी सोर्स सर्किट में नहीं लगाया जाता और को फोर्स रिस्पांस कहा जाता है क्योंकि यह तब उत्पन्न होता है जब बाहरी सोर्स सर्किट में लगाया जाता है तो इसका यह मतलब है कि जब भी हम कोई सोर्स जैसे कि वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगाते हैं तो वह सर्किट में एक्सटर्नल की तरह काम करता है तो को फोर्स रिस्पांस कहा जाता है और हम इसे स्टडी स्टेट रिस्पांस भी कहते हैं क्योंकि सर्किट के एक्साइड होने के बाद भी यह बहुत देर t तक रहता है तो आप लिख सकते हैं v यहां वोल्टेज है कैपेसिटर पर t पर और वोल्टेज है कैपेसिटर पर जब t0 होगा इसलिए इस इक्वेशन को हम इस इक्विवेलेंट इक्वेशन से भी दर्शा सकते हैं जो होगा तो यह कुछ भी नहीं बल्कि फोर्स रिस्पांस और नेचुरल रिस्पांस दोनों का मिश्रण है यहां इनिशियल वोल्टेज है क्योंकि कैपेसिटर का वोल्टेज अचानक से नहीं बदलता है जिसका यह मतलब है कि वोल्टेज बराबर होगा t0 और t0 दोनों के लिए और कुछ नहीं बल्कि स्टडी स्टेट अथवा कैपेसिटर की अंतिम वोल्टेज है तो अब हम एक RC सर्किट का उदाहरण लेते हैं इस चित्र में देखिए यहां स्विच लंबे समय से A पर है और अब t0 पर यह स्विच A से B पर जा रहा है अब हमें निकालना है v जब t0 होगा और हम निकालेंगे v और वोल्टेज जब t1 sec और t4 sec पर अब अगर आप इस सर्किट को देखें तो सबसे पहले जो हमें पता लगाना है वह वोल्टेज की वैल्यू है कैपेसिटर पर जब t0 होगा जिसका मतलब यह है कि ठीक पहले जब स्विच A से B पर जा रहा है अब अगर आप इस सर्किट को देखें तो आप आसानी से कैपेसिटर पर वोल्टेज निकाल सकते हैं क्योंकि t0 पर वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 24 volt है और हमारे पास यह दो रेजिस्टेंस हैं 3 K ohm और 5 K ohm के हम अब यहां वोल्टेज डिवीजन का नियम लगाएंगे तब हमें कैपेसिटर पर वोल्टेज 15 volt मिलेगा अब क्योंकि कैपेसिटर का वोल्टेज अचानक से नहीं बदल सकता तो हम कह सकते हैं कि होगा तो हमें की वैल्यू मिल गई है अब जब t0 के लिए हम स्विच को क्लोज करेंगे तब इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस चित्र की भांति दिखेगी जहां एक कैपेसिटर है फिर एक रजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स यहां कैपेसिटर की वैल्यू 05mF है और रजिस्टेंस की वैल्यू 4K ohm है और वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 30 V है तो यह वह परिस्थिति होगी जब स्विच को A से B पर किया जा रहा है जैसा आप इस सर्किट में देख सकते हैं दाहिनी तरफ की सर्किट कुछ और नहीं बल्कि थेवनिन इक्विवेलेंट सर्किट है कैपेसिटर पर यह इक्विवेलेंट सर्किट t0 पर कुछ इस चित्र की भांति दिखेगी तो यह वाला हिस्सा थेवनिन इक्विवेलेंट है तो आप कह सकते हैं कि 4 किलो ओम है तो यहां टाइम कांस्टेंट τ होगा यहां पर कैपेसिटर की क्या वैल्यू है क्योंकि टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए कैपेसिटर के वैल्यू की जरूरत है जो यहां C05 mF है जब आप इसे हल करेंगे तब आपको टाइम कांस्टेंट 2 sec मिलेगा अब जब आप इस सर्किट को इस तरह से लंबे समय के लिए रहने देंगे तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और उसकी चार्ज वोल्टेज 30 volt होगी तो आप यह कह सकते हैं कि कुछ और नहीं बल्कि 30 volt है तो अब आपको स्टडी स्टेट वैल्यू मिल गई है जिसकी वैल्यू 30 volt है हमने v 15 volt पहले ही निकाल लिया था तो अब हम इन दोनों की वैल्यू और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू को इसमें रखेंगे जिससे हमें v मिल जाएगा अब जब हम t1 रखेंगे तब हमें t1 पर वोल्टेज 20902 volt मिलेगा और जब हम t4 रखेंगे तब हमें t4 पर वोल्टेज 2797 volt मिलेगा आप देख रहे हैं कि जब टाइम 1 से 4 बदल रहे हैं तब कैपेसिटर पर वोल्टेज बढ़ रहा है और वह आखिर में स्टेडी स्टेट वैल्यू 30 volt पर सेटल हो रहा है आइए अब हम RL सर्किट के स्टेप रिस्पांस के बारे में बात करते हैं अब अगर आप अपने बाएं तरफ के चित्र को देखें तो यहां एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर है यह दोनों सीरीज में लगे हुए हैं वोल्टेज सोर्स के साथ में जब t0 पर स्विच को हम क्लोज करते हैं जिसका मतलब है कि हम सर्किट में वोल्टेज लगा रहे हैं और तब अंततः आपको एक इक्विवेलेंट सर्किट जिसमें स्विचिंग फिनोमेना भी शामिल है उसको हम से दर्शाते हैं वह एक वोल्टेज सोर्स है और फिर एक रजिस्टेंस और फिर इंडक्टर L है मान लीजिए कि हमें इंडक्टर से बहने वाली करंट i और इंडक्टर के ऊपर वोल्टेज v का पता लगाना है तो हम अब क्या करें हमारे पास दो तरीके हैं RL सर्किट का रिस्पांस निकालने के लिए पहला तरीका यह है कि हम किरचाफ ला Kirchhoff's law का प्रयोग करें जिसका मतलब है कि इस नोड पर करंट होगी और यह करंट होगी जो कि कुछ और नहीं बल्कि डिपेंडेंट करंट है अब यहां KCL लगाएं तो मिलेगा यह किरचॉफ करंट ला Kirchhoff's current law है जिसका हमने सर्किट में उपयोग किया है और इससे हम इंडक्टर से बहने वाली करंट i निकाल सकते हैं हम इसका पता दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जो हमने अभी बताया था और वह प्रयोग करने में आसान भी है तो हम कह सकते हैं कि रिस्पांस नेचुरल करंट और फोर्स करंट का जोड़ होगा मान लीजिए नेचुरल रिस्पांस A है क्योंकि आप जानते हैं कि नेचुरल रिस्पांस हमेशा घटता हुआ दिखेगा क्योंकि इस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगता है तो जो भी करंट इंडक्टर से बह रही है वह आखिर में घटते घटते 0 हो जाएगी जिसका मतलब है कि यह एक्स्पोनेंशियलई घटेगी तो नेचुरल रिस्पांस को इस तरह से दिखाया जाता है यहां A एक कांस्टेंट है जो हमें पता लगाना है और τ टाइम कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू LR होगी अब फोर्स रिस्पांस क्या होगा इस सर्किट का फोर्स रिस्पांस करंट की किसी समय की वह वैल्यू होगी जब स्विच हो बहुत पहले ही क्लोज किया जा चुका हो तो अगर आप सर्किट देखें तो आप पाएंगे कि नेचुरल रिस्पांस 5 टाइम कांस्टेंट के बाद लगभग खत्म हो जाते हैं या कहे तो उनकी वैल्यू 0 हो जाती है तो अब क्या होगा जब t होगा तब सर्किट स्टडी स्टेट में पहुंच जाएगा और तब इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा और इस दशा में फोर्स रिस्पांस होगा जिसकी वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि होगी इसलिए A होगा अब अगला हमें A की वैल्यू का पता लगाना है मान लीजिए इनिशियल वैल्यू है करंट की जो इंडक्टर से होकर बह रही है t 0 पर जिसका यह मतलब है कि स्विच लगाने से ठीक पहले तो उस समय हम मान लेते हैं कि इंडक्टर से करंट बह रही है वोल्टेज सोर्स से नहीं आएगी क्योंकि वोल्टेज सोर्स नहीं लगा है उस वक्त यह करंट किसी अन्य सोर्स से आएगी जो शुरुआत में लगाई गई होगी और अभी भी सर्किट में होगी हमारे पास इंडक्टर से बहती हुई करंट है और हम कह सकते हैं होगा क्योंकि हम जानते हैं इंडक्टर से बहने वाली करंट अचानक से नहीं बदलती है तो क्योंकि किसी कारण से सर्किट में इनिशियल करंट बह रही है t0 पर और यह बरकरार रहेगी क्योंकि इंडक्टर से बहने वाली करंट अचानक से नहीं बदलती तो t0 पर क्या होगा अगर आप t0 को इस में रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 होगी और की वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि A होगी इसलिए अब यहां होगा तो अगर आप A की वैल्यू यहां रखें तो आपको मिलेगा करंट

तो अगर आप यह चित्र देखें और मान ले कम है से तो आपका रिस्पांस कुछ इस चित्र की तरह दिखेगा जिसे हम RL सर्किट का पूर्ण रिस्पांस कहते हैं अब है जहां i करंट की वैल्यू है t0 पर और करंट की वैल्यू है tपर जिसे इनिशियल और फाइनल करंट की वैल्यू कहते हैं तो अगर आप कहें कि शुरुआत में इंडक्टर से कोई करंट नहीं बह रही है तो इसका अर्थ है की करंट की वैल्यू 0 है हम यहां करंट i को i0 से दर्शाते हैं जब t0 होता है और जब t0 होगा तब से तो अगर आप यहां देखें तो की वैल्यू से ज्यादा है इसलिए यह एक्स्पोनेंशियलई घट रहा है परंतु यहां यह पर सेटल हो रहा है क्योंकि यह एक्स्पोनेंशियलई बढ़ रहा है इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर आप यूनिट स्टेप फंक्शन का प्रयोग करें तो यह कुछ और नहीं बल्कि होगा जिसे RL सर्किट का स्टेप रिस्पांस कहां जाएगा जब की वैल्यू 0 होगी तो यह करंट होगी जो इंडक्टर से होकर बह रही है अब आप जानते हैं कि v कुछ और नहीं बल्कि होगा और जब आप करंट डिफरेंटशिएट करेंगे जैसा हमें पहले मिला था तो हमें वोल्टेज v कुछ और नहीं बल्कि मिलेगा तो अब t0 पर वोल्टेज इंडक्टर पर होगी और यह एक्स्पोनेंशियलई घटेगी और घटते घटते 0 हो जाएगी जोकि कैपेसिटर रिस्पांस से ठीक उल्टा है क्योंकि कैपेसिटर में वोल्टेज बढ़ते बढ़ते स्टडी स्टेट वॉल्यूम पर सेटल होता है जबकि इंडक्टर में वोल्टेज 0 पर सेटल होता है और उसी तरह इंडक्टर में करंट स्टडी स्टेट वैल्यू पर सेटल होता है जबकि कैपेसिटर में करंट 0 पर सेटल होता है तो इस तरह से आप कह सकते हैं की वोल्टेज एवं करंट रिस्पांस L और C सर्किट का ठीक आपस में उल्टा होता है अब एक उदाहरण लेते हैं जिससे हम RL सर्किट का रिस्पांस समझ सके मान लीजिए कि हमें इस चित्र में i निकालने की जरूरत है जब t0 हो अब हम मान लेते हैं की स्विच लंबे समय से क्लोज है और यह ठीक t0 पर ओपन हुई है तो जब स्विच क्लोज थी t0 पर और उसे चालू किया गया लंबे समय के लिए जिसका मतलब है कि इंडक्टर इस समय शॉर्ट सर्किट होगा और क्योंकि स्विच क्लोज है तो यह 3 ohm रेजिस्टेंस भी शॉर्ट सर्किट है तो करंट i की क्या वैल्यू होगी t0 पर इसे आप आसानी से KVL की मदद से निकाल सकते हैं जैसे यहां 10 V लगा हुआ है 2 ohm रजिस्टर के साथ और यह करंट की वैल्यू बता देगा तो कुछ और नहीं बल्कि 5 A होगी और हम यह जानते हैं कि इंडक्टर अपना करंट अचानक से नहीं बदल सकता भले ही सर्किट बंद हो जाए जब सर्किट को t0 पर बंद किया जाएगा तब करंट स्विच बंद करने के तुरंत पहले और स्विच बंद करने के तुरंत बाद के बराबर होगी क्योंकि इंडक्टर अपना करंट अचानक से नहीं बदल सकता इसलिए वह 5 A ही होगी अब अगर स्विच को खोला जाए तो तब 2 ohm और 3 ohm रजिस्टेंस आपस में सीरीज में होंगे तो इस केस में क्या होगा करंट की वैल्यू क्या होगी tपर अगर आप इस चित्र को देखें और इस वोल्टेज को लंबे समय के लिए सर्किट में लगाएं जब स्विच ओपन हो तो यहां इंडक्टर फिर से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इंडक्टर से बहने वाली करंट 2 ohm और 3 ohm रजिस्टेंस सीरीज कांबिनेशन के द्वारा संचालित होगी तो इस केस में की वैल्यू 2 A होगी अब अगर आप इस चित्र को देखें आप थेवनिन इक्विवेलेंट को देख पा रहे हैं जो 10 V वोल्टेज सोर्स और 5 ohm रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में है जो इंडक्टर के तरफ से दिख रहा है इसलिए यहां की वॉल्यू 5 ohm होगी तो इसे आप दर्शा सकते हैं अब आपको टाइम कांस्टेंट की वैल्यू का पता लगाना है जो कि L के बराबर होगा L की वैल्यू 13H दी हुई है और 5 दी हुई है तो 115 sec होगा अब आपके हाथ में सारी वैल्यू हैं अब आप इन वैल्यू को इस इक्वेशन में रखें जैसे 2 है और i5 है और 115 है तो अंततः आपको इंडक्टर से बहने वाली करंट i मिलेगी जब t0 होगा तो इसी के साथ हम अपना आज का फैशन समाप्त करते हैं इस सेशन में हमने RC और RL सर्किट का स्टेप रिस्पांस देखा और अगले लेक्चर में हम स्टेप रिस्पांस पर और देखेंगे और साथ में ही सेकंड ऑर्डर सर्किट भी देखेंगे